प्रोफ़ेसर बाला नमस्कार हमारे डिजाइन थिंकिंग मॉड्यूल मैं आपका स्वागत है आज मैं आपको डिजाइन थिंकिंग का थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा मैंने डिजाइन थिंकिंग के बारे में बताया था कि यह 1960 के दशक में शुरू हुआ था परंतु यह शायद उससे भी पुराना है लेकिन इसके बारे मे बात हम बाद में करेंगे अभी के लिए मैं आपसे क्रिएटिव इंजीनियरिंग का जिक्र करूंगा जिसको की जॉन आर्नल्ड नाम के सज्जन ने 1950 के दशक में यह नाम दिया था वह अमेरिका के मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैं पढ़ाते थे वह प्रोफेसर के अलावा कई कंपनी के सलाहकार भी थे वह क्रिएटिव इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ाते थे जहां उन्होंने यह विचार प्रस्तावित किया कि रचनात्मकता वास्तव में कक्षा के अंदर हो सकती है उसे कक्षा के अंदर उत्पन्न किया जा सकता है उसकी पूरी प्रक्रिया को कक्षा में उतारा जा सकता है इससे पहले लोगों को शायद या लगता था की रचनात्मकता सिर्फ प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए ही है उन लोगों के लिए है जिनके फुलफुले बाल होते हैं और जो शायद लैब के अंधेरे कोनों में बैठकर काम करते हैं इस प्रकार के लोग रचनात्मक माने गए जब आप रचनात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं तब आप ऐसे लोगों के साथ उसे जोड़ते हैं जॉन आर्नल्ड ने एक प्रकार से लीक से हटकर सोचा और कहा कि शायद ऐसा आवश्यक नहीं है हम वास्तव में इसको कक्षा जैसे नियंत्रित वातावरण में शायद फिर से निर्मित कर सकते हैं तो उनके पढ़ाने के तरीके बड़े ही नए और चतुर थे और उनका मनपसंद विषय काल्पनिक विज्ञान था तो काल्पनिक विज्ञान एक बहुत अच्छा विषय है जिससे कि छात्रों को परिचित कराया जाना चाहिए क्योंकि यह उनकी जिज्ञासा को छूता है यह किसी को नहीं मालूम की आज से हजार साल के बाद क्या होने वाला है परंतु यह बहुत अच्छा तरीका है लोगों को सभी संभावित वास्तविकताओं की कल्पना कराने का तो उन्होंने वाकई में इस अज्ञात को अपने फायदे के लिए प्रयोग किया मैं किसी भारतीय से किसी दूसरे देश में रहने वाले लोगों उदाहरण के लिए इटली में रहने वाले लोगों के नजरिए से सोचने के लिए कहूं तो उन्हें यह थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि वह मान कर चलेंगे जो यहां के लिए सही है वही इटली में भी सही माना जाता होगा इस प्रकार वह कुछ डिजाइन या डिजाइन थिंकिंग की गलतियां करते हैं इसलिए प्रोफेसर जॉन आर्नल्ड की पद्धति थी कि वह छात्रों को घिसे पिटे सोचने के तरीके जिसमें की वे केवल अपने व अपने संदर्भ के बारे में सोचते थे से बाहर निकाल कर उनसे जो दूर से संबंधित हैं के विषय में और उनके सन्दर्भ से सोचने की ओर ले जाते थे तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी उस समय की बहुत ही प्रसिद्ध केस स्टडी आर्कटूरूस IV का प्रयोग किया था अब मैं आपको आर्कटूरूस IV केस स्टडी का संक्षेप में बताता हूं आर्कटूरूस बूटीस तारामंडल का एक तारा है हो सकता है मेरा उच्चारण कुछ गलत हो पर वह आप स्वयं पता लगा सकते हैं यह तारा पृथ्वी से 33 प्रकाश वर्ष दूर है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा पूरी की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं प्रकाश बहुत तेजी से चलता है और 1 वर्ष में वह काफी दूर करीब 33 साल की यात्रा पूरी कर लेता है तो यदि आप आज पृथ्वी से कोई संकेत भेजेंगे तो उसे आर्कटूरूस IV तक पहुंचने में 33 वर्ष लगेंगे वह पृथ्वी से इतना दूर है प्रोफेसर आर्नल्ड ने अपने छात्रों से आर्कटूरूस IV जो कि सूर्य से चौथा ग्रह है की कल्पना करने को कहा उन्होंने कहा कि सोचो कि वहां एक छोटी सी सभ्यता है और आने वाले हजार वर्षों में पृथ्वी के लोग वहां जाकर व्यवसाय स्थापित करने लगे इस कंपनी को उन्होंने एमआईटी या मेसाचुसेट्स इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कंपनी नाम दिया इस प्रकार यह कंपनी हजार वर्ष आगे की काल्पनिक कंपनी के तौर पर स्थापित हुई उन्होंने कहा कि अपर देशीय मनुष्य हम पृथ्वी के मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न होते हैं उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी हर हाथ में तीन उंगलियां होती हैं ना कि हमारे जैसी पांच उनकी 3 आंखें होती हैं जिसमें से एक एक्स रे देख सकती हैं इस प्रकार वह हमसे बहुत अलग हैं वहां के वातावरण में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होने की बजाए मीथेन अधिक मात्रा में होती है इसलिए उन्होंने अपर देशीय मनुष्यों को मीथेनियंस या मीथेनिऑन्स नाम दिया वहां का तापमान पृथ्वी के तापमान से अलग था वहां गर्मी का औसतन तापमान 50° C और सर्दी का औसतन तापमान 110° C था तो इस प्रकार जो कुछ पृथ्वी के लिए सही था उसमें से कुछ भी वास्तव में आर्कटूरूस IV के लिए सही नहीं था एक और बात ध्यान देने योग्य है कि वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 11 गुना अधिक है तो यदि यहां पर आप 11 मीटर ऊंचा कूद पाएं तो वहां पर आप सिर्फ 1 मीटर ऊंचा ही कूद पाएंगे इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण में भी अंतर है औद्योगिक विकास मैं भी वे हमसे नीचे हैं और इसलिए प्रोफेसर जॉन आर्नल्ड ने यह टिप्पणी करी की पृथ्वी से सलाहकार आर्कटूरूस IV पर गए और उन्होंने यह पाया की स्कूटर जैसी दिखने वाली वस्तु वहां बहुत ही कम लोगों के पास थी यह तो उनके विकास के बारे में बात हो गई प्रोफेसर आर्नल्ड ने यह केस स्टडी छात्रों को इसलिए दी जिससे कि वे सिर्फ अपने बारे में या जो उनके बारे में सही है विषय में ही ना सोचे बल्कि एक बिल्कुल ही भिन्न वातावरण बिल्कुल अलग संस्कृति और बिल्कुल नए परिपेक्ष के विषय में सोचें डिजाइन थिंकिंग आप जहां हैं जहां पर आप आराम से हैं जहां पर आप की मान्यताएं सही है वहां से आपकी सोच को एक ऐसे आयु वर्ग नई संस्कृति वातावरण के भिन्न परिवेश में लेकर जाती हैं जहां पर आप की मान्यताएं गलत हो जाती हैं प्रोफेसर आर्नल्ड अपने छात्रों को इसी और इंगित कर रहे थे और छात्रों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और सोचने के अभ्यासों मैं इसे सबसे सफल अभ्यासों के तौर पर इसका प्रचार किया जाता है बहुत सारी कंपनी को यह विचार पसंद आया और वे वास्तव में प्रोफेसर आर्नल्ड को अपनी कंपनी में लेकर आए और कहा " क्या आप हमारे लिए ऐसा ही कर सकते हैं हमारे कर्मचारियों के लिए भी " छात्रों द्वारा किए गए सफल डिजाइंस जो उन्होंने वास्तव में किए में से यह एक था मैं जो आपको स्क्रीन से दिखाने जा रहा हूं उसे एगो मोबाइल कहते हैं यह मीथेनियंस के लिए परिवहन का व्यक्तिगत साधन था इसका प्रारूप एक छात्र द्वारा तैयार किया गया था यह स्पष्ट रूप से काफी प्रसिद्ध हुआ जब प्रेस और मीडिया ने इसका प्रचार किया कि यह काफी अलग सोच का एक प्रकार है आप लंबे हाथों और अलग शारीरिक बनावट वाले मीथेनियंस को एक अंडे जैसे ढांचे में बैठे देख सकते हैं आप लंबाई की तुलना के लिए साथ में मनुष्य को भी देख सकते हैं तो यह टेर्रेनियंस यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों ने मीथेनियंस के लिए प्रारूप तैयार किया आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे छात्रों की सृजनात्मता अत्यधिक बढ़ गई और प्रोफेसर आर्नल्ड जो कि उतने ही साहसी थे इसी धारा के साथ बहते रहे और तीन से चार बार संशोधन कर के उन्होंने अपनी केस स्टडी प्रस्तुत करी जो कि आर्काइव डॉट ओआरजी पर उपलब्ध है मैं रिफरेंस सूची में उसका लिंक डाल दूंगा जॉन आर्नल्ड जूनियर जो कि मेरे अनुमान में प्रोफेसर आर्नल्ड के बेटे हैं ने इसे आर्काइव डॉट ओआरजी पर डिजाइन थिंकिंग के उत्कृष्ट अभ्यास के तौर पर प्रकाशित किया है यह हम सबके लिए अभी भी उपलब्ध और सुलभ है तो मैंने सोचा कि मैं आपको वह दिखाऊं इसी प्रकार से प्रोफेसर अर्नाल्ड ने बताया की आर्कटूरूस IV में फल जमीन के नीचे उगते हैं और पेड़ कैसे लगाए जाते हैं और आप यहां यह देख सकते हैं की वह कैसे लगते हैं वहाँ का पर्यावरण चित्रित करने के लिए वह बहुत बारीकी में गए और अपने छात्रों से असल जिंदगी में वह ऐसी ही बारीकी चाहते थे इसलिए यह उनके लिए बहुत अच्छी केस स्टडी थी धन्यवाद